नमस्ते दोस्तों आज हम विंग लोडिंग के बारे में बात करेंगे अब तक मैं अलग अलग मिशनों के लिए जरूरी थ्रस्ट और वेट के अनुपात को देखने की कोशिश कर रहा था और उस तरीके में हमने किसी सूत्र या डेटा शीट का उपयोग नहीं किया था मैं भौतिक विज्ञान के नियमो का इस्तेमाल करके इन नंबरों का प्रारंभिक अनुभव कैसे पा सकता हूं इसी तरह का तरीका हम विंग लोडिंग के लिए भी अपनाएंगे और हम यह भी अच्छे से जानते हैं कि किसी खास मिशन के लिए हमारे पास थ्रस्ट और वेट के अनुपात के साथ साथ विंग लोडिंग का संचयी प्रभाव भी होना चाहिए और एक बेहतर डिज़ाइन यह सुनिश्चित करेगा कि हमने थ्रस्ट लोडिंग और विंग लोडिंग का बेहतर उपयोग किया है जब भी जरूरत हो थ्रस्ट को नियंत्रित करके हमारे पास थ्रस्ट लोडिंग को बदलने का विकल्प हैं हो सकता है कि उड़ान के दौरान हमारे पास विंग लोडिंग को बदलने के लिए प्रयाप्त नियंत्रण न हो हम जानते हैं कि ईंधन की खपत होगी जैसे जैसे विमान का वेट कम होता रहेगा विंग लोडिंग भी कम होती रहेगी इसी तरह जब आप विमान से कुछ स्टोर गिराते हैं तब भी विंग लोडिंग कम होगी आप एक सामान्य विमान के लिए भी जानते हैं जब मैं टेक ऑफ कर रहा हूं और जब मैं लैंडिंग कर रहा हूं तो विंग लोडिंग अलग अलग होती हैं अगर हम कहे कि हम विमान से कुछ भी बाहर नहीं फेंक रहे हैं तब भी टेकऑफ़ और लैंडिंग के दौरान विंग लोडिंग अलग अलग होगी क्योंकि मिशन के दौरान ईंधन की पर्याप्त खपत होगी क्रूज़ के दौरान भी क्रूज़ के शुरुआत में विंग लोडिंग और क्रूज़ के आखिर में विंग लोडिंग भी अलग अलग होगी क्योंकि ईंधन की खपत के कारण वेट में बदलाव होता है जैसा कि मैं हर वक़्त बता रहा हूं कि एक मिशन के लिए आप जो भी विंग लोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं उसे टेकऑफ़ के वक़्त वाली विंग लोडिंग में बदल देना चाहिए इसका मतलब है कि अगर क्रूज़ के दौरान एक विशेष विंग लोडिंग की आवश्यकता है और आपको पता है कि वेट कम हो गया है तो आपको वेट सही करना होगा यह मानकर कि यह टेकऑफ़ वाली स्थिति में है इसका मतलब है कि जितने ईंधन की खपत हो गई है उस मात्रा को क्रूज़ के दौरान स्थानीय वेट में जोड़ा जाता है और विंग क्षेत्रफल द्वारा भाग किया जाता है ताकि हमें टेकऑफ़ के दौरान विंग लोडिंग मिल सके और अगर मैं विंग लोडिंग को देखने की कोशिश करता हूं WS और मिशन के बुनियादी मैन्यूवर को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर मुझे पता है यह मूल रूप से वार्म अप और टेकऑफ़ है यह क्लाइंब है यह क्रूज़ है और यह लैंडिंग है हम यह भी जानते हैं कि जब भी आप सुरक्षा और मानकीकरण के दृष्टिकोण से एक विमान डिजाइन कर रहे होते हैं नियामक प्राधिकरण अलग अलग स्तिथियों को निर्धारित करता है उदाहरण के लिए अगर आप सिविल FAR देखते हैं जो कि अब EAS है बहुत से मानकीकरण दुनिया भर में चल रहे हैं ताकि हम एक ही बात करें लेकिन मैं FAR 23 प्रमाणित विमान के लिए पुराने विनिर्देशन का इस्तेमाल कर रहा हूं जिसका टेक ऑफ ग्रॉस वेट 12500 पाउंड से कम है Vstall को 61 नोट्स के बराबर या कम पर निर्धारित किया गया है जो की लगभग 30 मीटर प्रति सेकंड है आप देख सकते हैं कि हम Vstall के बारे में बात कर रहे हैं और टेकऑफ़ और लैंडिंग Vstall गति से 10 20 प्रतिशत ज्यादा है जो की आप पहले से ही जानते हैं लेकिन जब मैं Vstall और WS को जोड़ने का प्रयास करता हूं जब आपने एक हवाई जहाज विशेष विंग टेल और फ्यूजलाज के संयोजन को चुन लिया है तो CLmax तय हो गया है हम कहते हैं कि यह CLmax है और मान लेते हैं कि यह 12 के बराबर है आप CLmax को स्थानीय रूप से फ्लैपस का इस्तेमाल करके बढ़ा सकते हैं जो की कुछ भी नहीं बल्कि उच्च उपकरण है और आप इस CLmax को 12 से 5 तक ले सकते हैं CLmax को बढ़ाने का क्या इस्तेमाल हैं आपका Vstall कम होने वाला है और जो कि ना केवल आपको टेकऑफ़ दूरी को कम करने में मदद करेगा यह आवश्यक थ्रस्ट को भी कम करेगा क्योंकि हमें यहां से VTO तक एक्सेलेरेट करना है इसलिए एक दी गई ऊंचाई पर टेकऑफ़ के लिए एक विशेष WS की जरूरत होती हैं तो WS का चयन तब होना चाहिए जब आपने Vs को Vs के बराबर निर्धारित कर लिया है तब आप जानते हैं कि इसके लिए आवश्यक WS है WS 12V2CLmax और वह V 11 से 12 V हो सकता है कुछ जगह आप पाएंगे कि यह 115 या 13 हो सकता है यह सभी संख्याएं नियामक के अनुसार हैं महत्वपूर्ण चीज यह है कि एक बार जब मुझे पता चल गया कि मैं किस ऊँचाई से टेकऑफ़ करने वाला हूं क्योंकि आप समुद्र तल से भी टेकऑफ़ कर सकते हैं और ज्यादा ऊँचाई से भी तब आप पहले से ही जानते हैं कि V Vstall के 11 से 12 गुना है और किस CLmax पर आप उड़ने वाले हैं यह तय करेगा कि आपको किस प्रकार की विंग लोडिंग की जरूरत है उदाहरण के लिए आपकी Vstall रेंज जो कि आप कहते हैं कि Vstall 30 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा नहीं हो सकता तो लगभग आप जानते हैं कि VTO 30 गुणा 12 होगा तो आप यहाँ हवा का घनत्व डालते हैं यहाँ पर आप CLmax का मान डालते हैं अगर यह एक प्लेन विंग है तो ये लगभग 11 से 12 तक हो सकता है अगर आप अलग अलग तरह के फ्लैप का उपयोग कर रहे हैं तो वह CLmax का मान बढ़ा देगा तो आप जानते हैं कि टेक ऑफ की स्तिथि को बनाए रखने के लिए आवश्यक WS क्या है यह एक तरीका है जिससे आपको एक विशेष टेक ऑफ के लिए आवश्यक विंग लोडिंग के बारे में विचार मिल रहा है यहां पर एक फायदा है अगर आप Vs को बदलकर VTO बदलना चाहते हैं तो हम फ्लैपस का इस्तेमाल करके फ्लैप को अलग अलग डिफ्लेक्शन देकर CLmax के मान के साथ खेल सकते हैं

चलिए कहते हैं कि हम क्लाइंब रेट के बारे में बात कर रहे हैं मुझे क्लाइंब रेट के बारे में बताने दें क्लाइंब रेट क्या है हम बुनियादी चीज़ों से समझते हैं कि ROC TV DVW और हम अच्छे से जानते हैं कि यह अतिरिक्त पावर को वेट से भाग के बराबर है और आप क्लाइंब को एक स्थिर गति और एक छोटे कोण पर मान रहे हैं कृपया समझें कि हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विंग लोडिंग क्लाइंब रेट को प्रभावित करता है ROC V qCDVWS ROC V 12V2CDVWS क्योंकि V 2WSCL हमें मिलता है ROC 2WSCL TW 1CLCD लिफ्ट केवल Wcos को संतुलित करने वाला है तो यहाँ पर cos होगा लेकिन हम छोटी क्लाइंब मान रहे हैं कृपया इन अभीव्यक्तियों की जाँच करें एक डिजाइनर इस तरह की अभिव्यक्ति से बहुत खुश होगा यदि वह एक अभिव्यक्ति को प्राप्त करना चाहता है लेकिन ये सभी बहुत ही सरल समझ पर आधारित हैं तो फिर इससे उसे क्या संदेश मिलता है वह कहता है कि क्लाइंब रेट बढ़ जाएगी अगर आप उच्च WS पर उड़ रहे हैं जो कि सच है WS ज्यादा का मतलब है विंग का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम होगा तो ड्रैग कम होगा तो दिए गए थ्रस्ट के लिए आपके पास ज्यादा गति होगी तो क्लाइंब रेट बढ़नी चाहिए क्योंकि क्लाइंब रेट कुछ भी नहीं बल्कि Vsin है तो बाकी सब अगर समान रहता है और यदि विंग का क्षेत्रफल कम हो जाता है तो गति में ज्यादा वृद्धि होगी तो WS के बढ़ने का मतलब है विंग का क्षेत्रफल कम हो रहा है ड्रैग कम हो रहा है तो क्लाइंब रेट बढ़ जाएगी और यहां आप देखते हैं कि TW भी बढ़ गया है और जब ज्यादा CLCD होगा तो यह मान कम हो जाएगा तो फिर से क्लाइंब रेट बढ़ जाएगी तो यह डिजाइनर को एक स्पष्ट समझ दे देता है जब मैं क्लाइंब रेट के बारे में बात कर रहा हूं तो TW और WS का संयुक्त प्रभाव क्या है इसलिए वह बड़े बड़े समीकरणों के लिए नहीं जाता है वहां से वह वैचारिक डिजाइन को विकसित करने की कोशिश करता है तो क्लाइंब रेट से अब हम क्रूज़ को समझने की कोशिश करेंगे यहां हम अप्रत्यक्ष रूप से इसे दोहरा रहे हैं इससे पहले कि हम इसे वैचारिक अवस्था पर अपने विमान कॉन्फिग्रेशन चयन के लिए इस्तेमाल करें हमें याद है कि क्रूज़ के लिए मुख्य रूप से हम रेंज के बारे में बात करते हैं क्योंकि यदि आप मिशन की आवश्यकताओं को देखते हैं लोएटर 20 मिनट 30 मिनट के लिए होगा ज्यादातर समय रेंज ही मिशन की आवश्यकताओं को तय करता है अब रेंज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विंग लोडिंग को देखते हैं और यदि मैं प्रोपेलर संचालित विमान लेता हूं और हम जानते हैं कि अधिकतम रेंज के लिए परिस्थिति थी CL CDOK जिसका मतलब है max इसका विंग लोडिंग के संदर्भ में क्या मतलब है वह महत्वपूर्ण है जब मैं अधिकतम रेंज के बारे में बात कर रहा हूं मैं क्रूज़ के बारे में बात कर रहा हूं इसका अर्थ है कि लिफ्ट वेट के बराबर है तो मैं लिखता हूं L W 12V2SCL L W 12V2SCDOK तो WS बराबर होगा WS qAReCDO क्योंकि हम जानते हैं K 1eAR हम कम सबसोनिक गति के बारे में बात कर रहे हैं और ये वे अनुमान हैं जो मैं अपने वैचारिक डिजाइन के लिए ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं अब एक वैचारिक डिजाइन अवस्था पर मैं इन संख्याओं को कैसे जानता हूं मेरा विमान तैयार नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कि q अनंत का मतलब है डायनामिक दबाव इसलिए जब आप एक विमान को वैचारिक रूप से बना रहे होते हैं तो आप यह जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे किस ऊँचाई पर उड़ना या क्रूज़ करना चाहिए ज्यादातर यदि यह एक टर्बो प्रोप या जेट इंजन है तो यह 30000 फीट के आस पास होता है ट्रोपोपॉज़ जहाँ पर इंजन सबसे ज्यादा दक्ष होते हैं और आपके पास एक विचार भी होता है कि आप किस तरह की क्रूज़ गति पर उड़ना चाहते हैं क्योंकि अगर आप देखते हैं कि एक बार जब आप अधिकतम रेंज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपका CL तय हो गया है CLCDOK के बराबर है तो जब मैं एक विशेष ऊंचाई पर क्रूज़ कर रहा होता हूं तो मेरे पास एक तय गति भी है जिसके साथ मुझे उड़ना चाहिए क्योंकि CL तय हो गया है और वैचारिक स्तर पर आप CDO का मान 0025 और K के आसपास ले सकते हैं एस्पेक्ट रेशो हम लगभग 8 ले सकते हैं और e बेहतर होगा अगर आप 07 से कम लेते हैं यह मेरी संख्याएं है लेकिन अगर आप संस्तुति से देखते हैं तो आप पाएंगे कि एक प्रोपेलर चालित विमान के लिए वे कहेंगे कि CDO 002 लें और जेट के लिए यह 0015 है लड़ाकू विमान के लिए e 06 है और परिवहन के लिए e 08 है तो यह अच्छा विचार देता है कि हम किस प्रकार की रेंज के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन आप हैरान होंगे आप पाएंगे कि अगर आप इस CL पर उड़ना चाहते हैं ताकि रेंज अधिकतम हो तो यह एक तरह से गति की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है ऐसा हो सकता है कि गति बहुत कम हो तो आपके पास फिर कोई विकल्प नहीं है पर आपको वह गति चुननी होगी जिस पर आप उड़ रहे हैं और WS के मान को प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी परंतु आपको सावधान रहना होगा कि WS की इस अभिव्यक्ति में CL को CDOK के बराबर माना है उदाहरण के लिए यदि आप CL बराबर CDOK पर उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं इसका मतलब है कि आप max पर नहीं उड़ रहे हैं फिर आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है पर WS को 12V2SCL W इससे पाना तो WS होगा WS 12V2SCL और अगर हमने एक दी गई ऊंचाई पर एक गति चुनी है जो कि आवश्यकता है और फिर आपको पता लगाना है कि आप किस तरह के CL पर उड़ने वाले हैं क्योंकि हमारे पास WS के बारे में कोई अंदाजा नहीं है आप ऐतिहासिक डेटा देख सकते हैं उसी वर्ग के हवाई जहाज के लिए आपको CL 02 या 03 मिल सकता है तो उसी तरह से संख्या का चयन करें लेकिन मूल रूप से जब आप अधिकतम रेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो यह वह तरीका है जिससे आप उन सभी चीजों को चुनेंगे आप महसूस करेंगे कि यह सब चीजें बाद में आएंगी फिर हम WS लोएटर के बारे में बात करते हैं हम लोएटर के बारे में बात करेंगे मुझे इस समय यह बताना चाहिए कि ज्यादातर वक्त हम परिवहन हवाई जहाज को लोएटर के बजाय रेंज के लिए अधिक डिज़ाइन करते हैं लोएटर 20 30 मिनट के लिए होगा लेकिन फिर भी हमें लोएटर विनिर्देशों के बारे में कुछ विचार रखना चाहिए और यह भी देखेंगे कि इस लोएटर को बनाए रखने के लिए आवश्यक विंग लोडिंग क्या है अब मैं यह कैसे करता हूं आप जेट के लिए WS को जानते हैं आप आसानी से देख सकते हैं जेट के लिए WS qAReCDO CL CDOK WS q3AReCDO CL 3CDOK यदि आपको यह CL पता है तो आप वेट के बराबर लिफ्ट रखकर WS का पता लगा सकते हैं आमतौर पर यह सबसे अच्छा होता है अगर आप लोएटर गति को 150 से 200 नोट्स के आसपास माने 1 नोट लगभग 05 मीटर प्रति सेकंड होता है और पिस्टन प्रोप के लिए 80 से 120 नोट्स होता है और यह टर्बो प्रोप जेट के लिए है ये दिशा निर्देश हैं विशिष्ट लोएटर गति अब कुछ समय के लिए हम टर्न रेट के बारे में बात करेंगे कि एक टर्न संभव है कि यह इस तरह से मुड़ता है और ऊंचाई और गति को बनाए रखता है दूसरा यह टर्न है परंतु यह ऊंचाई को खो देता है तो हम इंस्टैंटेनियस टर्न रेट के बारे में बात कर रहे हैं और यह कोई शर्त नहीं है कि वह गति या ऊंचाई को बनाए रखें और आप इंस्टैंटेनियस टर्न रेट के विपरीत सस्टेंड टर्न रेट को समझ सकते हैं जहां शर्त यह है कि मैं उसी समय में एक टर्न कर रहा हूं और V गति और ऊंचाई को भी बनाए रख रहा हूं तो आपको वास्तव में थ्रस्ट के साथ खेलना होगा आप समझते हैं कि इसमें ज्यादा मांग है इसलिए यदि आप अधिकतम टर्न रेट के लिए जाना चाहते हैं तो आप इंस्टैंटेनियस टर्न रेट को ज्यादा पसंद करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से मैं कह सकता हूं कि आपको ज्यादा टर्न रेट मिल सकता हैं यदि आप इंस्टैंटेनियस टर्न रेट के लिए जा रहे हैं क्योंकि सस्टेंड टर्न रेट के लिए ऊर्जा का कुछ भाग V और ऊँचाई को बनाए रखने में इस्तेमाल होता है तो हम पहले इंस्टैंटेनियस टर्न रेट के बारे में बात करेंगे gn2 1V जहां 𝐿 𝑛𝑊 जहां n लिफ्ट और वेट के अनुपात के बराबर है आमतौर पर सस्टेंड टर्न रेट इंस्टैंटेनियस टर्न रेट से कम होती है जिसका कारण पहले ही बता दिया गया है इंस्टैंटेनियस टर्न रेट के मान के लिए मैं एक्सेलरेशन को 6 से 8g के बीच कुछ भी देख सकता हूं लेकिन अगर मे वास्तव में पता लगाना चाहता हूं कि इंस्टैंटेनियस टर्न रेट के लिए ज़रूरी विंग लोडिंग क्या है मैं इसका कैसे पता लगाऊं इसको करने का आसान तरीका है यदि आपको पता है इस अभिव्यक्ति में आवश्यक n क्या है जो कि है मैं किस गति किस टर्न रेट से बढ़ना चाहता हूं यह n का एक विशेष मान देगा और फिर आपको पता है कि लिफ्ट nW के बराबर है उस मान को डाल दे 12V2SCL nW इसलिए max qCLmaxn आपको किस गति पर कितने टर्न रेट की आवश्यकता है यह मुझे आवश्यक n का मान देता है n के इस मान के लिए मैं यहां आता हूं और पता लगाता हूं कि किसी विशेष डायनामिक दबाव पर इंस्टैंटेनियस टर्न रेट को बनाए रखने के लिए आवश्यक WS क्या है यह इसके द्वारा दिया गया है लेकिन कृपया सावधान रहें यह CLmax उस CLmax जितना ज्यादा नहीं है जब आप टेकऑफ़ या लैंडिंग कर रहे हैं लेकिन आमतौर पर यह मान सभी वास्तविक उद्देश्य के लिए CLmax होगा जो सिंगल ट्रेलिंग एज फ्लैप के साथ लड़ाकू विमान के लिए 06 से 08 तक होगा युद्ध के दौरान यह महत्वपूर्ण है आप सामान्य उड़ान के दौरान कभी भी इन सभी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहेंगे क्योंकि फिर आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इसी तरह CLmax जटिल लड़ाकू विमान के लिए 1 से 15 तक हो सकता है लेकिन जब मैं यह लिखता हूं तो कृपया समझें यहां ज्यादा गति 300 मीटर प्रति सेकंड के आसपास हो सकती है अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो वहां बहुत ज्यादा ड्रैग होता है और फिर आपको बहुत अधिक थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है लेकिन अगर कोई विमान इसके लिए बना होता है तो आपके पास इतनी विंग लोडिंग होनी चाहिए तो अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग मिशन आवश्यकताओं के लिए किस तरह की विंग लोडिंग की जरूरत होती है हमने इंस्टैंटेनियस टर्न रेट के बारे में बात की है हमने सस्टेंड टर्न रेट के बारे में भी चर्चा कि है अगले व्याख्यान में हम दोबारा इंस्टैंटेनियस टर्न रेट और सस्टेंड टर्न रेट को देखेंगे अभी हमने उनको साथ में देखा और देखा कि सस्टेंड टर्न रेट क्यों महत्वपूर्ण है इंस्टैंटेनियस टर्न रेट क्यों महत्वपूर्ण है